इससे पहले कि हम शुरू करें पांच मॉड्यूल में पिछले हफ्ते हमने जो किया था उसे जल्दी से पुन देख लेते हैं पिछले हफ्ते हमने एसक्यूएल क्वेरी गठन का एक मध्यवर्ती स्तर किया संदर्भ में इस संदर्भ में हम अब कुछ एसक्यूएल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता पर एक नज़र डालेंगे एसक्यूएल तक पहुँचने की मॉड्यूल रूपरेखा है तो यह केवल एक सार दृश्य है जिसे आप सोच सकते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से अब तक क्या कर रहे हैं एक डेटाबेस है जिसमें मुख्य रूप से दो चीजें हैं स्कीमा करता है और वह सब लेकिन एक डेटाबेस है जो सब कुछ संग्रहीत करता है और अब तक हम इस जानकारी के केवल एक हिस्से के साथ काम कर रहे हैं कि मैं टेबल मूल्यों को निकाल रहा है कुछ views को परिभाषित कर रहा है इत्यादि तो इन सभी को एसक्यूएल पूर्ण प्रणाली की तरह है लेकिन सामान्य तौर पर आवेदन के संदर्भ में हमारे पास बहुत अधिक आवश्यकताएं होंगी उदाहरण के लिए एप्लिकेशन को कुछ ग्राफिक्स की आवश्यकता हो सकती है एसक्यूएल की गणना करने के लिए कुछ ज्यामितीय गणना की आवश्यकता हो सकती है इत्यादि इत्यादि इसके लिए कुछ नेटवर्क प्रोग्रामिंग आदि की आवश्यकता हो सकती है इसलिए इन सभी को करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ये कुछ विशेष देशी भाषाओं के संदर्भ में किए जाते हैं जो C java C visual basic python किसी भी मूल भाषा मे हो सकते हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार का समर्थन प्राप्त है इसलिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम इन दोनों के बीच एक सेतु डोमेन के फायदे एक साथ ले सकते हैं यही कारण है कि मैं कुछ ग्राफिक प्रतिनिधित्व कर सकता हूं और फिर निश्चित रूप से डेटाबेस में जाकर कुछ जानकारी निकाल सकता हूं और फिर इसे ग्राफिक्स में प्रस्तुत कर सकता हूं उदाहरण के लिए जब भी हम gmail का उपयोग करते हैं तो हम उन्हें एक HTML प्रस्तुति के संदर्भ में देखते हैं जो किसी प्रकार का ग्राफिक्स रेंडरिंग है लेकिन सभी मेल प्रविष्टि निश्चित रूप से कुछ डेटाबेस से आती हैं तो कहीं न कहीं एक कनेक्शन है जिसके द्वारा जब मैं कहता हूं कि मेरे इनबॉक्स मेल मिलते हैं और कहीं न कहीं यह जानकारी डेटाबेस से एसक्यूएल के साथ इंटरफेस करने में सक्षम होना चाहिए और जो हम यहां चर्चा करते हैं वह इस इंटरफेसिंग के लिए दो अलग अलग तंत्र हैं पहला एक कनेक्शन लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा है और यही वह है जो मैं विशेष रूप से आपको दिखाऊंगा इसलिए यदि आप कनेक्शन लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं तो आपके पास एपीआई में वापस लाया जा सकता है जब आप डेटाबेस सर्वर के संदर्भ में जानकारी भेज रहे होते हैं तो हम आपको ध्यान में रखते हैं हम एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं जबकि जब मैं इसे प्रोग्राम में चाहता हूं तो प्रोग्राम वेरिएबल्स के संदर्भ में चाहता हूं इसलिए उनके बीच कुछ पत्राचार किया जाना चाहिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं जो आपको यह करने की अनुमति देते हैं JDBC सामान्य रूप से ज्ञात है जो Java के लिए विशिष्ट है हमारे पास एक ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी नामक एक ही कार्य करने के लिए एक और तंत्र है हम बाद में आएंगे तो JDBC एक Java API है मैं यहाँ विवरण में नहीं जाऊँगा अगर आप जावा जानते है थो आप यह जल्दी से समझने में सक्षम होंगे तो यह एक डेटाबेस है जो Java को एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कहता है और एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का उपयोग करके क्वेरी को निष्पादित करता है और यह परिणाम वापस लाने के लिए क्वेरी भेजने के लिए उपयोग किया जाता है जो कनेक्शन को खोलकर डेटाबेस के साथ संचार करता है तो Java ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का उपयोग एक एनकैप्सुलेशन के रूप में किया जाता है जो Java प्रोग्राम और एसक्यूएल है जो Java के लिए सामान्य है इसके विपरीत आप जो देखते हैं वह एक समान काम करता है लेकिन चूंकि यह अलग भाषाओं के लिए पूरा करना है इसे एक नरम मॉडल मिला है इसे कम शक्तिशाली मॉडल मिला है यह डेटाबेस सर्वर के साथ संवाद करने के लिए एक मानक एप्लिकेशन प्रोग्राम है तो फिर से इसे डेटाबेस से एक कनेक्शन खोलना होगा Query और अपडेट भेजना होगा और वापस परिणाम प्राप्त करना होगा तो ये तीन बुनियादी चीजें हैं ये तीन अन्य तीन बुनियादी चीजें हैं जो निश्चित रूप से किए जाने की आवश्यकता है अगर मैं आसानी से एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग डोमेन और डेटाबेस प्रोग्रामिंग डोमेन पर काम करना चाहता हूं इसलिए GUI स्प्रेडशीट वगैरह जैसे एप्लिकेशन ODBC का उपयोग कर सकते हैं तो हाँ मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण दिखा रहा हूं हम बाद के मॉड्यूल में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग मोड के बारे में बात करेंगे तो यह एक Python उदाहरण है तो इस Python के ODBC के लिए pyodbc library के रूप में जाना जाता है इसलिए आपको इसे आयात करने की आवश्यकता है और फिर इसका उपयोग करके आप कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए यदि आपको कनेक्ट करना है तो आपको यह कहना होगा कि कौन सा डेटाबेस है जो उपयोगकर्ता है पासवर्ड क्या है क्योंकि प्रमाणीकरण होने की आवश्यकता है तो एसक्यूएल क्वेरी के अलावा और कुछ नहीं है तो आप इसे एक स्ट्रिंग के रूप में लेते हैं और इसे कर्सर की निष्पादन विधि पर पास करते हैं तो यह क्या करता है इसलिए इसने पहला कार्य किया है जो डेटाबेस से जुड़ रहा है अब आप मूल रूप से डेटाबेस को क्वेरी करने के संदर्भ में कह रहे हैं कि यह निष्पादित करता है इसी तरह इसलिए यदि वह निष्पादित हो जाएगा तो तालिका स्वाभाविक रूप से बनाई गई है यदि आपने एक तालिका बनाई है तो प्राप्त करने के लिए कोई परिणाम नहीं है अब आप एक इन्सर्ट करते हैं तो फिर से यह विशेष रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि इस दोहरे उद्धरण के भीतर यह संपूर्ण सम्मिलित वाक्यविन्यास आप इसे एक स्ट्रिंग के रूप में लेते हैं और इसे एक पैरामीटर के रूप में निष्पादित करने के लिए देते हैं तीसरे में जो आप करते हैं वह एक सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि एक रिकॉर्ड वापस आएगा तो ये एसक्यूएल निष्पादन हैं और फिर आपका परिणाम वापस मिलता है तो कर्सर का एक और function है जिसे fetchone से जाता है तो यह क्या करेगा कि यदि आपके परिणाम तालिका में कई प्रविष्टियां हैं तो कर्सर होगा यदि पहली पंक्ति से शुरू होगा और fetchrow पंक्ति वेक्टर के रूप में इस पहली पंक्ति की पूरी तरह लाएगा तो यह सभी घटकों को Python स्ट्रिंग के रूप में लाएगा और फिर आप जांचते हैं कि यह खाली है या नहीं अगर यह खाली है तो मेरा मतलब है कि वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपका काम हो गया तो आप तोड़ देते हैं अन्यथा आप बस पंक्ति को प्रिंट करते हैं इसलिए आप वहां प्रिंट कर रहे हैं और फिर आप फिर से वापस जाते हैं जब तक true है तो क्या होता है कर्सर अगली पंक्ति के लिए आगे बढ़ेगा और आपको अगली पंक्ति मिलेगी फिर से आप वही काम करते हैं जो वापस आता है वही वापस आएगा लेकिन एक बार जब आप एक खाली परिणाम प्राप्त करते हैं तो आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है और आप break करके बाहर आ जाते हैं तो यह वही है जो सचित्र है फिर कुछ और हैं जो इस विशेष रिकॉर्ड को हटा दिया गया है फिर एक और रिकॉर्ड डाला जाता है और दूसरा सेलेक्ट देने के लिए चुना है आप हम इसे C और java पर जेडीबीसी का उपयोग करने के लिए असाइनमेंट भी कर सकते हैं अब मैं आ गया हूं मैं उसी बातचीत के मुद्दे पर वापस आऊंगा लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि मैं एक अलग आरेख का उपयोग कर रहा हूं डेटाबेस वही है यह हिस्सा समान है क्वेरी प्रोसेसिंग समान है लेकिन कनेक्शन लाइब्रेरी होने के बजाय अब मैंने स्वयं एसक्यूएल क्वेरी को मूल प्रोग्राम C प्रोग्राम के एक भाग के रूप में रखा है तो इसे ही एम्बेडिंग कहा जाता है तो आप कहते हैं कि मैं एम्बेड करता हूं कि मैं C के हिस्से के रूप में एसक्यूएल को एम्बेड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो यह एम्बेडेड कहा जाता है यह C C Java Fortran वगैरह के लिए काम करता है और भाषा की मूल भाषा जिसमें आपके एम्बेडिंग को होस्ट भाषा के रूप में जाना जाता है और इन भाषाओं का मूल रूप यह अनुमति देता है कि सिस्टम R से आए हैं तो जो महत्वपूर्ण है वह यह विशेष विवरण EXEC एसक्यूएल के लिए अलग अलग syntax हैं तो आपको EXEC एसक्यूएल आधारित कनेक्शन के संदर्भ में इसी तरह की चीजों को देखा इन तीन सूचनाओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि कौन सा डेटाबेस सर्वर है कौन उपयोगकर्ता है क्या पासवर्ड है तो यहाँ आप कहते हैं कि इस रूप में और यह विशेष विवरण आप C Program के एक भाग के रूप में लिख सकते हैं अब स्वाभाविक रूप से यहां सवाल पहले के मामले में है जब हम कनेक्शन लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं तो आपके परिणाम कर्सर के माध्यम से वापस आ गए हैं जो आप तब सौदा कर सकते हैं क्योंकि कर्सर आवश्यक रूप से आपकी मूल भाषा में ऑब्जेक्ट हैं तो Python में pyodbc लाइब्रेरी में कर्सर एक विशेष object था लेकिन अब आपने अपने c प्रोग्राम के संदर्भ में एसक्यूएल से खुद को अलग करना होगा तो किसी भी मूल भाषा वैरिएबल जिसे एसक्यूएल स्टार्ट डिक्लेयर सेक्शन के रूप में लिख सकते हैं और END घोषणा खंड यह वह जगह है जहाँ आप निर्दिष्ट करते हैं कि विभिन्न सी वैरिएबल C घोषणाएँ क्या हैं जिन्हें इस एसक्यूएल के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है परिभाषा मैं आपको जल्द ही एक उदाहरण दिखाऊंगा ODBC शैली के समान आपके पास एक कर्सर होगा तो यह एम्बेडेड एसक्यूएल में उपयोग कर सकते हैं तो चलिए इसे जारी रखते हैं आइए हम अन्य विशेषताओं को देखें आप एक बार जब आप एक क्वेरी सेट कर सकते हैं तो आप वास्तव में खुले कथन ओपन C कर्सर तो उस क्वेरी को निष्पादित करेंगे जो आपने उस कर्सर के साथ जुड़ी है और फिर एक बार जो किया गया है तो आप एक एक करके उस कर्सर में परिणाम ला सकते हैं एक समय में एक टपल एक बार जब पूरा काम हो जाएगा फिर इसे बंद कर सकते हैं तो आइए एक उदाहरण देखें यह एक ऐसा program है जो उपयोगकर्ता को एक आदेश संख्या विक्रेता आदेश की स्थिति को पुनः प्राप्त करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि पुनर्प्राप्त जानकारी के रूप में स्क्रीन पर तो यहाँ एक C program है यह यहाँ पर main के साथ शुरू होता है तो आप देख सकते हैं कि यह कहता है कि EXEC SQL INCLUDE SQLCA SQLCA संचार क्षेत्र है तो वहाँ एक आदान प्रदान C Program और एसक्यूएल क्वेरी में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए मान को SQLCA में बदला जा सकता है फिर अगले में आप यह निर्दिष्ट कर रहे हैं कि यदि आपके पास कोई त्रुटि है तो क्या होगा इसलिए आप कहते हैं कि एसक्यूएल को पढ़ता है और पढ़ने के बाद आप यह कर रहे हैं तो यह क्या करता है EXEC SQL कहना है कि यह एम्बेडेड है यह select क्वेरी शुरू होती है फ़ील्ड relation condition और फिर तीन विशेषताएँ हैं तो आप C प्रोग्राम में तीन वेरिएबल्स के साथ जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं इसलिए यदि मैं चाहता हूं कि इस select query के परिणाम तीन attributes वाले तीन कॉलम की एक तालिका होगी तो हम अपने C program के संदर्भ में इन तीन attributes में से प्रत्येक को एक नाम दे रहे हैं तो एक कस्ट आईडी है और यह एक पत्राचार है तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि एक बार यह हो जाने के बाद मैं इन सभी मूल्यों को यहाँ प्राप्त कर सकूँगा आम तौर पर यह कार्यक्रम लंबा होगा कि आपको कर्सर पर पुनरावृति करना होगा जैसा कि आपने ओडीबीसी मामले में किया था लेकिन इस मामले में चूंकि हम एक आदेश संख्या का उपयोग कर रहे हैं हम जानते हैं कि केवल एक ही रिकॉर्ड होगा इसलिए हमने कर्सर पर पुनरावृत्ति नहीं दिखाई है इसलिए एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप परिणाम का प्रिंट करने के लिए उन मूल्यों का उपयोग कर रहे हैं और यदि यह क्वेरी एसक्यूएल काम करता है तो ये दो अलग अलग शैलियाँ हैं ODBC शैली और एम्बेडिंग शैली दो अलग अलग शैलियाँ हैं यदि आपके पास यदि आपके द्वारा उपयोग की गई वरीयता के आधार पर आपके पास पहले के दिनों में लोग एम्बेडिंग का अधिक उपयोग करते थे तो मेरा मानना है कि अब ओडीबीसी प्रकार के कनेक्शन उन्मुख प्रणाली ODBC JDBC प्रकार के लिए प्राथमिकता अधिक है क्योंकि वे निश्चित रूप से अधिक प्रोग्रामर अनुकूल हैं आप एम्बेडेड एसक्यूएल के माध्यम से भी अपडेट कर सकते हैं इसलिए मैं उन विवरणों के माध्यम से नहीं जाऊंगा जिन्हें आप केवल इसके माध्यम से जा सकते हैं और समझ सकते हैं मुझे एसक्यूएल निर्माण है अब आप फिर से ध्यान दें कि ये दो मॉडल हैं जो हमने पहले ही आपको दिखाए हैं दो मॉडल जिनमें application program मूल language program और क्वेरी भाषा ODBC तंत्र और एंबेडेड तंत्र को इंटरैक्ट कर सकता है लेकिन अब जो हम सशक्त हो रहे हैं उसका अब तक हमारा मूल आधार यही था कि यह एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसकी मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी और यह पक्ष घोषणात्मक है तो एसक्यूएल में आप यह नहीं कहते हैं कि आप कैसे परिणाम का पता लगाते हैं आप कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं परिणाम के रूप में ये अधिक पसंद हैं और C program में आप यह नहीं निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं परिणामस्वरूप आप यह कहेंगे कि चरण एक चरण दो चरण तीन और आपको यह परिणाम मिलेगा इसलिए C program फंक्शन्स का चयन किया था अब हम क्या कह रहे हैं कि एसक्यूएल और procedural विशेषताओं में एक त्वरित नज़र डालेंगे तो यह एसक्यूएल लिखे होते हैं इसलिए और कुछ निश्चित निर्माण सामने आए हैं तो कई डेटाबेस हैं उनके निर्माण है इसलिए यदि आप C C Java से परिचित हैं तो मेरा मतलब है कि यह सिंटैक्स अलग है लेकिन तत्व समान हैं स्कोप में एक शुरुआती अंत है और यह शुद्ध एसक्यूएल में लिख सकते हैं और एक बार जब आप उस फ़ंक्शन को लिख लेते हैं तो आप वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप फ़ंक्शन को देखते हैं तो विभाग का नाम है फिर अलग से मैं एक क्वेरी लिख रहा हूं मैं इस विभाग का नाम फ़ंक्शन के रूप में उपयोग कर रहा हूं इसलिए जब भी मैं इस क्वेरी को निष्पादित करूंगा इस फ़ंक्शन को कॉल किया जाएगा और संबंधित मान वापस मिल जाएंगे तो यह बुनियादी तंत्र ठीक है तो इसलिए एसक्यूएल फ़ंक्शन में कई विवरण हैं जो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं यह स्वाभाविक रूप से वापस आ गया है और आपके पास टेबल फ़ंक्शन हो सकते हैं जहां यह टेबल वापस कर सकता है इसलिए सिंटैक्स को फिर से यह देखने के लिए स्पष्ट दिया जाता है कि यदि आप उस तालिका को लौटाते हैं जो फ़ंक्शन के भीतर आपके पास उस क्वेरी से गणना की जाती है जहां select from where होता है मेरे पास एसक्यूएल हो सकते हैं अब कई भाषा निर्माण हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि एसक्यूएल दोहराए जाने की अनुमति देता है इसलिए मुझे लगता है कि मैं उन्हें पूर्णता के संदर्भ में कवर कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि ये अक्सर उपयोग की जाने वाली विशेषताएं हैं या मैं अनुशंसा करता हूं कि आप उनमें से बहुत कुछ यहीं करते हैं अगर तुम्हे जरुरत हो प्रक्रियात्मक काम करने के लिए हमेशा उन्हें बाहर करना बेहतर होता है लेकिन कुछ मामलों में यह हो सकता है तो एक बार कोड लिखना आसान है अगर while loop उपयोग करे एक प्रकार का लूप दोहराएं आप एक for लूप लिख सकते हैं जो एक तालिका के रिकॉर्ड पर पुनरावृत्त करता है जो निश्चित रूप से बहुत सुविधाजनक है इसलिए यदि आप एक तालिका के रिकॉर्ड पर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जिसके लिए for लूप आसान हो जाए आपके पास एक सशर्त बयान मुख्य रूप से एक घोषणात्मक भाषा बना रहा है इसमें काफी प्रक्रियात्मक समर्थन है जो कि उचित समय में उपयोग किया जा सकता है की आवश्यकता है तो आप इसके लिए मैनुअल देख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाहरी भाषा की दिनचर्या के साथ कर सकते हैं यह C में एक फ़ंक्शन का उपयोग करता है इसलिए बाध्यकारी के बाहरी तरीके हैं मैं इन स्लाइडों के माध्यम से गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर से आपको एक निश्चित तरीके से आना होगा इससे पहले कि आप वास्तव में ऐसी सुविधाओं का उपयोग करना शुरू कर सकें लेकिन यह जान लें कि एसक्यूएल से हो सकता है आप किसी भी बाहरी language library का उपयोग कर सकते हैं और यदि कुछ लाइब्रेरी कुछ संगणना के लिए अच्छी है जो आपकी क्वेरी के लिए आवश्यक है जो कि एक गैर डेटाबेस प्रकार की संगणना है तो आप इस बाहरी भाषा रूटीन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैंने उन सभी बुनियादी विशेषताओं को एक साथ रखा है जिनकी बाहरी भाषा की रूटीन्स की आवश्यकता होगी लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा कि लाभ हैं लेकिन उनका उपयोग करने में बहुत कमियां हैं और मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि आप अक्सर इन सुविधाओं का उपयोग करें आपको मुख्य रूप से एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए और फिर कुछ भी जो आपको देशी में करने की आवश्यकता है आपको अपनी भाषा चुनने के लिए जाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए सुरक्षा के मुद्दे भी हैं जिन्हें आपको यहां समझने की आवश्यकता होगी अंत में इससे पहले कि हम बंद करें मैं सिर्फ ट्रिगर बहुत महत्वपूर्ण हैं ट्रिगर एक ऐसा कथन है जो डेटाबेस में कुछ होने पर स्वचालित रूप से निष्पादित होता है इसलिए आप चाहते हैं कि अच्छी चीजें हो रही हैं और अच्छी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक विशेष मूल्य एक निश्चित स्तर से अधिक हो गया है या यदि कुछ null हो गया है या कुछ हिंसक चीजें हो रही हैं और इसी तरह तो आप कैसे जानते हैं कि क्योंकि एक डेटाबेस सैकड़ों और हजारों लोगों और सैकड़ों टेबल और लाखों रिकॉर्ड के साथ एक्सेस किया जा रहा है तो ट्रिगर्स एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस शर्त के तहत मुझे एक ट्रिगर का एक अलग प्रारूप और शब्दार्थ हो सकता है तो हम यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं तो सबसे आम ट्रिगरिंग घटनाएँ हैं इन्सर्ट हो रही है और एक नई पंक्ति है मानों का नया सेट जो बन रहा है इसलिए मैं पुरानी पंक्ति और नई पंक्ति के बीच चाहता हूं कि कुछ चीजें हो जाएं इसलिए मैं कह सकता हूं कि अच्छी तरह से इस पर गौर करें तो फिर से सभी syntax समान है ट्रिगर होने जा रहा है वह एक शो है जो अब होना निश्चित ग्रेड है क्योंकि यह तय नहीं किया गया है अब आप नहीं चाहते कि वे रिक्त मान मौजूद हों आप चाहते हैं कि ब्लैंक चेक नहीं किया जा सके हमारे पास नल वगैरह के चेकर्स हैं इसलिए आप इसे null करना चाहते हैं तो ट्रिगर इस बात का कारण बन सकता है अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में क्या मूल्य बदल रहा है तो कई तरीके हो सकते हैं ट्रिगर का उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह एक दिखा रहा है कि जैसे ही आप ग्रेड बदलते हैं तो निश्चित रूप से ग्रेड के आधार पर अर्जित मूल्य की गणना की जाती है इसलिए एक सबसे बड़ा परिवर्तन के रूप में अगर यह अब एक बार 200 छात्रों के लिए कहने के लिए ग्रेड दर्ज किया गया है अब समीक्षा के बाद उनमें से तीन के लिए ग्रेड बदल रहे हैं तो आप कैसे जानते हैं कि उन छात्रों के लिए ग्रेड का परिवर्तन क्रेडिट की गणना को प्रभावित कर सकता है तो आप यह अपडेट होता है आप पुरानी और नई मान n पंक्ति और o पंक्ति लेते हैं और फिर आप कुछ शर्तें रख रहे हैं कि यदि वह नई पंक्ति ग्रेड f है और null नहीं है पुरानी पंक्ति ग्रेड है या यह null नहीं है तो आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं इसलिए यदि यह विफलता थी और यदि यह लगातार विफल रही है तो नया ग्रेड एफ नहीं है अगर यह f है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर यह null है तो इसे कुछ नहीं करना है लेकिन अगर ऐसा है कि यह f था या यह null था और अब यह एक अलग ग्रेड बन गया है तो निश्चित रूप से अर्जित क्रेडिट को अपडेट आपको सही बिंदु देता है जब आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अन्यथा आपको लाखों अपडेट के संदर्भ में पता नहीं चलेगा कि यह विशेष बात कब हो रही है ट्रिगर statements पर हो सकते हैं और साथ ही आप अपने पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि ट्रिगर कर सकती हैं उदाहरण के लिए अन्य माध्यमों से किया जा सकता है भौतिकवादी विचारों और इसी तरह से इसलिए जैसा कि हम साथ चलते हैं हम यह उल्लेख करेंगे कि ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है जो ट्रिगर्स द्वारा हल की जानी चाहिए अन्यथा आम तौर पर आपको एक ट्रिगर का उपयोग करने से पहले दो बार सोचना चाहिए तो एक ही समस्या को हल करने के अन्य तरीके हो सकते हैं और क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ट्रिगर्स महंगे पढ़ सकते हैं हैं क्योंकि एक बार ट्रिगर्स और वास्तव में आंतरिक रूप से हर अपडेट के लिए डेटाबेस यदि आपके पास एक field या एक रिलेशन सही है या नहीं और इसलिए इसके लिए एक लागत है दूसरी बात यह है कि ट्रिगर्स लाइव निष्पादन के लिए हैं इसलिए यदि आपके पास उदाहरण के लिए ऑफ़लाइन है तो आप बैकअप प्रति से डेटा लोड कर रहे हैं या आप किसी दूरस्थ साइट पर अपने डेटाबेस की नकल कर रहे हैं और फिर आपको ट्रिगर निष्पादित करें और उन सभी को इसलिए संक्षेप में हमारे पास है और इस तरह की एसक्यूएल में लिख सकते हैं और हमने केवल ट्रिगर्स की अवधारणा पेश की है ताकि आप अपने डेटाबेस में जो चल रहा है उसे पता कर सकें तो वहाँ एसक्यूएल पर हमारी चर्चा को बंद करता है और आगे हम बीजगणित और मॉडलिंग में देख रहे डेटाबेस के डिजाइन पर आगे बढ़ेंगे